कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है पिछली कक्षा में हमने मूलभूत इंटरनेट आर्किटेक्चर ऑटोनॉमस सिस्टम के संदर्भ तथा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को देखा है आज हम यह चर्चा कर रहे हैं कि नेटवर्क एड्रेसिंग के लिए क्या आवश्यकताएं हैं इस कक्षा में हम देखेंगे कि आईपी एड्रेस की संकल्पना का प्रयोग करते हुए आप एक होस्ट को नेटवर्क में अद्वितीय तौर पर कैसे आईडेंटिफाई करेंगे यहां पर हम आईपी संस्करण 4 अथवा IPV4 इसे देखेंगे यह इंटरनेट प्रोटोकोल जिसे हम पारंपरिक तौर पर आईपी भी कहते हैं इसका आरंभिक संस्करण आई पी 4 था हालांकि अभी भी हम अधिकतर IPv4 का प्रयोग करते हैं IPv4 से आईपी का एक अन्य संस्करण भी आया जिसे लोगों ने एक्सप्लोर किया हालांकि सामान्य तौर पर यह प्रयोग में नहीं है लेकिन कई मौकों पर अथवा कई देशों में आई पी का यह संस्करण प्रयोग में रहा आई पी के इस संस्करण को संक्षेप में IPv6 कहते हैं सबसे पहले हम IPv4 का विस्तार से अध्ययन करेंगे उसके बाद IPv6 को हम विस्तार से देखेंगे आइए देखते हैं IPv4 में ऐड्रेसिंग कैसे होती है जैसा कि यह ज्ञात है कि आईपी ऐड्रेसिंग के लिए यह आवश्यक है कि एड्रेस नेटवर्क के साथ साथ नेटवर्क में स्थित यूनिक होस्ट को भीआईडेंटिफाई करना चाहिए यह आवश्यक है कि एड्रेस नेटवर्क के साथ साथ नेटवर्क में होस्ट को यूनिकली आईडेंटिफाई करें तो अब आपके पास नेटवर्क ऐड्रेस के लिए एक घटक है और अब नेटवर्क में होस्ट को यूनिकली आईडेंटिफाई करने के लिए भी एक घटक होना चाहिए यह उसी प्रकार है जैसे हम पोस्टल में करते हैं पोस्टल ऐड्रेसिंग में हम लोकेशन के नाम का प्रयोग इस प्रकार करते हैं जैसे मान लीजिए इंडिया और फिर इसमें वेस्ट बंगाल फिर इसमें खड़कपुर अथवा अगर जिले की बात करें तो वेस्ट मिदनापुर और वहां से यह खड़कपुर फिर खड़कपुर से आईआईटी खड़कपुर और इसके बाद अंत में संदीप चक्रवर्ती तो इस प्रकार यह पूरी हायरारकी की सहायता से पोस्टल मेल में एक पर्सन यूनिकली आईडेंटिफाई किया जाता है उसी प्रकार से हायरारकी नेटवर्क में होस्ट को यूनिकली आईडेंटिफाई करने में सहायता करेगा आइए देखते हैं IPv 4 में ऐड्रेसिंग की यह मौलिक हायरारकी किस प्रकार की जाती है इसमें संपूर्ण एड्रेस स्पेस को दो ग्रुप में ब्रेक किया जाता है एक ग्रुप नेटवर्क एड्रेस पार्ट के लिए है तथा दूसरा ग्रुप होस्ट ऐड्रेस पार्ट के लिए है IPv4 में होस्ट के एड्रेस को आईडेंटिफाई करने के लिए हम 32 बिट्स का प्रयोग करते हैं तो यह 32 बिट्स एड्रेस दो भागों में विभाजित किया गया है नेटवर्क एड्रेस पार्ट तथा होस्ट एड्रेस पार्ट 32 बिट्स को आप नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस में किस प्रकार विभाजित करेंगे ओल्ड आइडिया जिसे हम क्लासफुल ऐड्रेसिंग कहते हैं इसमें आपके पास नेटवर्क एड्रेस घटक के लिए बिट्स की निश्चित अथवा तय संख्या होती है तथा शेष बिट्स होस्ट एड्रेस घटक के लिए होते हैं तो आपके पास नेटवर्क और उसके बीच में एक तय विभाजन है और इसके अनुसार संपूर्ण ऐड्रेस स्पेस मल्टीपल क्लासेज में विभाजित किया गया है इस संकल्पना को हम क्लासफुल ऐड्रेसिंग कहते हैं हालांकि इन दिनों हम इस क्लास फुल ऐड्रेसिंग की संकल्पना का प्रयोग नहीं करते लेकिन यह क्लासफुल ऐड्रेसिंग आपको यह समझने के लिए उपयोगी है कि आजकल हम वास्तव में किसका प्रयोग कर रहे हैं आईपी एड्रेस की पूरी संकल्पना क्लासफुल ऐड्रेसिंग से आती है आइए इस क्लास फुल ऐड्रेसिंग की संकल्पना को थोड़ा विस्तार में अध्ययन करें क्लासफुल ऐड्रेसिंग व्यापक संकल्पना है जिसमें मेरे पास 32 बिट एड्रेस है आप देख सकते हैं यह 32 बिट का ऐड्रेस स्पेस मैं इसे नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस में विभाजित करूंगा मेरे पास 5 अलग अलग क्लासेज है आप देख सकते हैं क्लास A क्लास B क्लास C क्लास D और क्लास E तो एड्रेस के यह पांच अलग अलग क्लासेज है अब पहला प्रश्न यह आता है कि जब भी आप इस संपूर्ण ऐड्रेस स्पेस को पांच अलग अलग क्लासेज में विभाजित कर रहे हो यानी क्लास A क्लास B क्लास C क्लास D और क्लास E तब आप इंडिविजुअल क्लास को कैसे यूनिकली आईडेंटिफाई करेंगे उसके लिए हम क्लासफुल ऐड्रेसिंग में क्या करते हैं क्लासफुल ऐड्रेसिंग में हम पहले कुछ बिट्स का प्रयोग करते हैं अगर आपका पहला बिट 0 हो तो यह क्लास A एड्रेस है अगर पहले दो बिट्स 1 तथा 0 हो तो यह क्लास B एड्रेस है अगर पहले तीन बिट्स 110 हो तो यह क्लास C एड्रेस है अगर आप के पहले चार बिट्स 1110 हो तो यह क्लास D एड्रेस है और अगर आपके बिट्स 1111 हो तो यह क्लास E एड्रेस है अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि आप देख सकते हैं इनमें से किसी भी क्लास के लिए वर्ड या आईडेंटिफायर किसी अन्य के लिए फ्री फिक्स नहीं है तो जब भी आप इन 32 बिट्स के स्ट्रीम को स्कैन करने की कोशिश कर रहे हो और आप अगर पहला बिट 0 पाते हैं तो ये क्लास A एड्रेस है अगर पहला बिट 1 है तो आप दूसरे बिट को देखते हैं अगर दूसरा बिट 0 है तो यह क्लास B एड्रेस है अगर दूसरा बिट 1 है तब आप तीसरे बिट को देखते हैं अगर तीसरा बिट 0 है तो यह क्लास C आईपी एड्रेस है अगर तीसरा बिट 1 है तो आप चौथे बिट को देखते हैं अगर चौथा बिट 0 है ये क्लास D आईपी एड्रेस है अगर चौथा बिट 1 है तो यह क्लास E आईपी एड्रेस है इस प्रकार बिट्स को स्कैन करके एक बिट शिफ्ट ऑपरेशन से हम संबंधित आईपी एड्रेस के क्लास का पता कर सकते हैं जो प्रयोग में है अब एड्रेस के इन पांच अलग अलग क्लासेस के लिए आपके पास इस प्रकार के नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस का विभाजन है आईपी आधारित प्रोटोकॉल में हालांकि उसमें जाने के पहले हमारे पास एक और संकल्पना है जिसे मल्टीकास्ट कहते हैं तो यह मल्टीकास्ट है क्या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पैकेट को एक सिंगल डेस्टिनेशन के बजाय डेस्टिनेशंस के एक समूह को भेजने की आवश्यकता होती है पुलिस चौक यानी आपके पास मशीन का एक समूह है जिसे एक सिंगल एड्रेस के द्वारा आईडेंटिफाई किया गया है आप जब भी एक पैकेट को सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो पैकेट उस समूह के सभी मशीनों में डिलीवर होगा यह एक ब्रॉडकास्ट मेल की तरह है कभी कभी हम इसे मल्टीकास्ट मेल भी कहते हैं मल्टीकास्ट मेल में मान लीजिए अगर आप इसे सीएसई डिपार्टमेंट के सभी बी टेक स्टूडेंट्स को भेजना चाहते हैं तो आपका एड्रेस इस प्रकार होगा बीटेक स्टूडेंट सीएसई डिपार्टमेंट आईआईटी खड़कपुर खड़कपुर 721302 वेस्ट बंगाल इंडिया अगर आप एक पत्र को इस एड्रेस पर सेंड कर रहे हैं तो पत्र की एक प्रति उन सभी बी टेक स्टूडेंट्स को सेंड की जाएगी जो आईआईटी खड़कपुर के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में है तो मल्टीकास्ट की संकल्पना यही है आईपी भी मल्टीकास्ट की संकल्पना का प्रयोग करता है और इसमें मल्टीकास्ट आईपी ऐड्रेस के प्रयोग के लिए प्रावधान है क्लास D एड्रेस मल्टीकास्ट एड्रेस है जिसमें इसके अगर प्रारंभिक बिट्स को देखें तो प्रारंभिक बिट्स है 1110 तो मल्टीकास्ट ऐड्रेस 224000 से प्रारंभ होता है तथा यह 239255255 तक है यह इसका संक्षिप्त नोटेशन है जो आप स्लाइड में देख सकते हैं अगर इस आप इस नोटेशन से परिचित ना हो तो देखिए हम इस पूरे 32 बिट्स आईपी एड्रेस का क्या करते हैं इस 32 बिट्स आईपी एड्रेस को हम 8 बिट्स चंक में विभाजित करते हैं अगर हम इसे 8 बिट्स चंक में विभाजित करते हैं तो हमारे पास 8 बिट्स के चार अलग अलग चंक होंगे आप यहां देख सकते हैं यह पहला चंक है यह दूसरा 8 बिट्स का चंक है यह तीसरा 8 बिट्स का चंक है और यह चौथा 8 बिट्स का चंक है प्रत्येक इंडिविजुअल चंक 8 बिट्स का चंक है मान लीजिए आपके पास 8 बिट्स इस प्रकार हैं 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 आईपी एड्रेस के रिप्रेजेंटेशन में हम डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट dotted decimal format में इसे लिखते हैं यह डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट क्या है यह डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट इन 8 बिट्स के लिए है हम इन 8 बिट बाइनरी को 8 बिट इंटीजर में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे 8 बिट इंटीजर में रिप्रेजेंट करते हैं फिर एक डॉट लिखते हैं इसके बाद फिर से 8 बिट इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं इसके बाद पुनः एक डॉट फिर तीसरा 8 बिट इंटीजर फिर एक डॉट और अंततः यह चौथा 8 बिट इंटीजर तो इस प्रकार से यह आईपी ऐड्रेस कुछ ऐसा दिखाई देता है 2031103042 इनमें से प्रत्येक 8 बिट इन इंटीजर है अगर यह 8 बिट्स इंटीजर है तो इसका मतलब यह हुआ कि अधिकतम आप 28 तक जा सकते हैं अगर आप ऑल 1s से शुरू करते हैं तो यह अधिकतम होगा तो आप ऑल 1s से ऑल 0s तक जा सकते हैं अगर आपके पास ऑल 1s है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 255 होता है अर्थात 28 माइनस वन जो कि 255 के बराबर है आप इन इंडिविजुअल डॉटेड डेसिमल्स को देख सकते हैं यह 0 से 255 तक जाते हैं प्रत्येक इंडिविजुअल चंक 0 से 255 तक जा सकता है तो इस प्रकार से हम इस संपूर्ण आईपी ऐड्रेस को डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं इस डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में मल्टीकास्ट आईपी ऐड्रेस का रेंज 224000 से 239255255255 तक होता है 224 इन चार बिट्स 1110 जोकि D का क्लास है से संबंधित है और इसके बाद चार 0000 है यानी यह 1110 0000 है जो पहला चंक डॉट है अब देखिए 1110 1111 यह संबंधित है 239 से तो इस प्रकार यह 224 से 239 तक जाता है यही मल्टीकास्ट है ये क्लास E एड्रेस भविष्य के प्रयोग के लिए सुरक्षित रखे गए हैं ये सामान्य तौर पर प्रयोग में नहीं है ये 240000 से 255255255255 तक होते हैं और इसलिए ये भविष्य के प्रयोग के लिए सुरक्षित रखे गए हैं आईपी एड्रेस के अन्य तीन क्लासेस यानी क्लास A क्लास B एवं क्लास C ये नेटवर्क एड्रेस और पोस्ट ऐड्रेस पार्ट में विभाजित किए गए हैं अगर क्लास A आईपी एड्रेस को देखें तो इसमें हमारे पास 24 बिट्स होस्ट एड्रेस के लिए होते हैं तथा 8 बिट्स नेटवर्क एड्रेस के लिए होते हैं इन 8बिट्स में एक 0 बिट क्लास A को इंगित करने के लिए सुरक्षित होता है यानी आपके पास यहां कुल 7 बिट्स है अगर क्लास B आईपी एड्रेस को देखें तो इसमें हमारे पास 16 बिट्स होस्ट एड्रेस के लिए होते हैं तथा 16 बिट्स नेटवर्क एड्रेस के लिए होते हैं इन 16 बिट्स में 2 बिट्स क्लास B को इंगित करने के लिए सुरक्षित होता है यानी आपके पास यहां कुल 14 बिट्स है क्लास C आईपी एड्रेस में आपके पास होस्ट एड्रेस के लिए 8 बिट्स है जब आपके पास 8 बिट्स होस्ट एड्रेस के लिए है तब नेटवर्क एड्रेस पार्ट में आपके पास 24 बिट्स हो सकते हैं इन 24 बिट्स में आपके पास 3 बिट्स रिजल्ट के लिए होते हैं तथा शेष बिट्स को आप नेटवर्क आईपी पार्ट के लिए प्रयोग कर सकते हैं अगर आप क्लास A को देखें तो आप देख सकते हैं क्लास A होस्ट की अधिकतम संख्या को सपोर्ट करता है यानी उसकी संख्या अधिकतम हो सकती है जिन्हें क्लास A सपोर्ट करता है यदि हम क्लास A के लिए 24 बिट होस्ट ऐड्रेस का प्रयोग कर रहे हो तो होस्ट की 224 संख्या को सपोर्ट किया जा सकता है हालांकि 224यह संख्या बिल्कुल के बराबर तो नहीं कुछ ऐसे सुरक्षित आईपी ऐड्रेसेस है जिन्हें हम बाद में देखेंगे यह संख्या हालांकि 224 थोड़ी कम होती है लेकिन यह स्पष्ट है कि यह 224 के आसपास ही होती है क्लास A में आप 224 के आसपास होस्ट की संख्या को सपोर्ट कर सकते हैं क्लास B में आप तकरीबन 2 16 होस्ट की संख्या को सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास 16 बिट्स होस्ट एड्रेस है क्लास C में आप तकरीबन 28 होस्ट की संख्या को सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास 8 बिट्स होस्ट एड्रेस है नेटवर्क एड्रेस नेटवर्क को आईडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त होता है तथा होस्ट एड्रेस पार्ट नेटवर्क में होस्ट को यूनिकली आईडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त होता है प्रत्येक इंडिविजुअल आईपी ऐड्रेस के क्लास में हमारे पास दो विशेष एड्रेस होते हैं पहला एड्रेस जिसे हम नेटवर्क एड्रेस कहते हैं और दूसरा एड्रेस इसे हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं यह आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं नेटवर्क एड्रेस वह पार्ट है जहां हमारे पास होस्ट एड्रेस पार्ट में सभी बिट 0 होते हैं यह नेटवर्क को यूनिटी आईडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त होता है क्लास A नेटवर्क में होस्ट पार्ट में सभी बिट 0 होते हैं क्लास A में इस पार्ट में 24 बिट्स 0 होते हैं तथा आपके पास यह 8 बिट्स नेटवर्क पार्ट में है जहां यह पहला इनिशियल बिट 0 के तौर पर सुरक्षित है तो यह पूरा डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट 126000 यह क्लास A नेटवर्क को यूनीकली आईडेंटिफाई करता है उसी प्रकार से क्लास B नेटवर्क में होस्ट एड्रेस पार्ट में आपके पास सभी 16 बिट 0 है तथा इनिशियल 2 बिट्स 1 0 है इसका शेष पार्ट नेटवर्क एड्रेस पार्ट है डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में यह 18923300 है जो कि B नेटवर्क एड्रेस को इंगित करता है उसी प्रकार से हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस है ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब है अगर आप एक पैकेट सेंड करते हैं तो आप आईपी डाटा ग्राम को एक खास एड्रेस के साथ डेस्टिनेशन एड्रेस के रूप में सेंड करते हैं इसका मतलब यह हुआ कि इस ब्रॉडकास्ट एड्रेस के साथ डेस्टिनेशन एड्रेस पर नेटवर्क में सभी होस्ट पैकेट को प्राप्त करेंगे यही कारण है कि हम इसे ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस में होस्ट एड्रेस पार्ट में आपके पास सभी बिट्स 1 होते हैं क्लास A नेटवर्क एड्रेस जोकि इस नेटवर्क एड्रेस को करेस्पॉन्ड करता है 126000 अब देखिए इसमें होस्ट एड्रेस पार्ट में आपके पास सभी बिट्स 1 है यानी 126255255255 तो यह ब्रॉडकास्ट एड्रेस है उसी प्रकार से क्लास B नेटवर्क 189 23300 अगर आप होस्ट ऐड्रेस पार्ट में सभी बिट्स 1 रखते हैं तो यह नेटवर्क के लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस को करेस्पॉन्ड करता है एड्रेस 18923300 के लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस 189233255255 होता है तो इस प्रकार से प्रत्येक इंडिविजुअल नेटवर्क एड्रेस के लिए आप होस्ट एड्रेस पार्ट में सभी बिट्स 0 या होस्ट एड्रेस पार्ट में सभी बिट्स 1 नहीं रखते हैं यहां यह दोनों 0 तथा 1 ओमीट हैं और चूकि यह दोनों ओमीट हैं इसलिए होस्ट ऐड्रेस के रूप में सभी बिट्स 0 अथवा 1 प्रयुक्त नहीं होते अगर आप क्लास A आईपी एड्रेस लेते हैं तो और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास क्लास A आईपी एड्रेस में कितने वैलिड होस्ट होंगे तो हम इसकी गणना इस प्रकार कर सकते हैं क्लास A आईपी एड्रेस के लिए मेरे पास होस्ट पार्ट में 24 बिट है जब आपके पास होस्ट एड्रेस में 24 बिट्स है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास क्लास A आईपी एड्रेस में वैलिड होस्ट की संख्या 224 1 है अब इसमें इन 2 को हम ओमीट कर रहे हैं यानी सभी 0 बिट्स जो होस्ट ऐड्रेस पार्ट में होते हैं तथा सभी 1 बिट्स जो कि नेटवर्क एड्रेस पार्ट में होते हैं हम इन्हें ओमीट कर रहे हैं क्लास A आईपी एड्रेस में हम सभी 0 बिट्स और सभी 1 बिट्स को ओमीट कर रहे हैं तो हमारे पास क्लास A आईपी एड्रेस में 224 1 वैलिड होस्ट की संख्या है इसी प्रकार से अगर आप क्लास B आईपी एड्रेस में देखते हैं तो क्लास B आईपी एड्रेस में आपके पास होस्ट के लिए 16 बिट्स है इसका मतलब यह हुआ कि इसमें वैलिड होस्ट की संख्या216 2 है यहां पुनः हम इन 2 को ओमीट कर रहे हैं यानी सभी 1 बिट्स जो कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस है तथा सभी 0 बिट्स जो कि नेटवर्क एड्रेस है क्लास C आईपी एड्रेस के लिए आपके पास होस्ट में 8 बिट्स है क्योंकि आपके पास होस्ट में 8 बिट्स है तो आपके पास वैलिड होस्ट की संख्या 28 2 होगी यहां भी हम पुनः इन 2 को ओमीट कर रहे हैं यानी सभी 1 बिट्स तथा सभी 0 बिट्स एक पार्टिकुलर नेटवर्क एड्रेस के लिए हमेशा हमेंहोस्ट एड्रेस पार्ट के लिए सभी 0 बिट्स अथवा सभी 1 बिट्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह दोनों स्पेशल एड्रेस इसको इंगित करते हैं जो कि नेटवर्क एड्रेस है तथा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है अगर होस्ट एड्रेस पार्ट में सभी बिट्स 1 हो तो यह ब्रॉडकास्ट एड्रेस है जहां नेटवर्क में सभी होस्ट को पैकेट अग्रेषित किया जाता है और अगर सभी बिट 0 हो तो यह एक स्पेशल एड्रेस है जो उस खास नेटवर्क को इंगित करने के लिए प्रयुक्त होता है इस नेटवर्क एड्रेस की उपयोगिता हम राउटिंग प्रोसीजर की चर्चा के दौरान देखेंगे मान लीजिए नेटवर्क में आपके पास 255 होस्ट है अब एक दिलचस्प प्रश्न है यह आता है कि आप किस IPv4 एड्रेस क्लास का प्रयोग करेंगे आप क्लास C आईपी ऐड्रेस का प्रयोग करेंगे अथवा क्लास B आईपी एड्रेस का अगर आप क्लास C आईपी एड्रेस को देखें तो क्लास C आईपी एड्रेस में होस्ट में आपके पास 8 बिट्स है यानी क्लास C आईपी एड्रेस में आपके पास वैलिड होस्ट की संख्या 28 2 होती है जोकि 256 2 अर्थात 254 के बराबर है यानी आपके पास कुल वैलिड होस्ट 254 हैं तो क्लास C आईपी एड्रेस में जब भी आपके पास 254 वैलिड होस्ट हो और आप 255 होस्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्लास C आईपी एड्रेस में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो क्लास C आईपी ऐड्रेस इस स्थिति में संभव नहीं है यदि आप क्लास B आईपी एड्रेस का प्रयोग करते हैं तो क्लास B आईपी एड्रेस में आप 216 2 अलग अलग होस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन यहां पर आपके पास सिर्फ 255 एड्रेसेज हैं तो आपके पास सिर्फ 255 एड्रेसेज हैं और 216 2संभव एड्रेसेज में से इन अलग अलग 255 एड्रेसेज को देखा जाए तो हम काफी ऐड्रेस स्पेस की बर्बादी कर रहे हैं क्लासफुल आईपी एड्रेस में यह एक बड़ी चुनौती थी जोकि IPv4 ऐड्रेसिंग मैकेनिज्म के हिस्से के रूप में दौरान आरंभ में डिजाइन किया गया था यही कारण है कि हम क्लासफुल ऐड्रेसिंग से एक ऐसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे हम क्लास लेस ऐड्रेसिंग कहते हैं अथवा हाल के दौरान में इसे क्लास लेस इंटरडोमेन राउटिंग यानी सीआईडी आर भी कहा जाता है सीआईडी आर में आप एक बड़े नेटवर्क को मल्टीपल छोटे छोटे नेटवर्क्स में स्प्लिट कर सकते हैं अथवा आप मल्टीपल छोटे छोटे नेटवर्क को कंबाइन कर एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर सकते हैं ताकि नेटवर्क में आप होस्ट को आईपी ऐड्रेस का हैंडफुल प्रोवाइड कर सकें इसके लिए हमारे पास दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है पहला है सबनेटिंग और दूसरा है सुपर्नेटिंग सबनेटिंग में हम बड़े नेटवर्क को मल्टीपल छोटे छोटे नेटवर्क्स में विभाजित करते हैं तथा सुपर्नेटिंग में मल्टीपल छोटे छोटे नेटवर्क को एक सिंगल बड़े नेटवर्क में कंबाइन करते हैं सबनेटिंग और सुपर्नेटिंग एक साथ मिलकर क्लास लेस इंटरडोमेन राउटिंग अथवा सी आई डी आर की संकल्पना का निर्माण करते हैं सीआईडीआर की संकल्पना का प्रयोग क्लास लेस ऐड्रेसिंग स्कीम की उपयोगिता के माध्यम से राउटिंग मेकैनिज्म के लिए होता है इसे हम बाद में देखेंगे यह खास बात यह है कि क्लास बाउंड्री को 8 बिट 16 बिट अथवा 24 बिट में बाइंड bind करने के बजाए मैं इसके मध्य में कुछ प्रयोग कर सकता हूं मैं मल्टीपल छोटे छोटे सब नेट को एक साथ कंबाइन कर एक बड़ा सब नेट बना सकता हूं जिसे हम सुपर नेटिंग कहते हैं अथवा में एक बड़े सब नेट को मल्टीपल छोटे छोटे सब नेट में विभाजित कर सकता हूं और इसके बाद इंडिविजुअल सब नेट को आईपी एड्रेस की एक क्लास एलोकेट कर सकता हूं यह सब नेटिंग की संकल्पना है तो यह सब नेटिंग और सुपर नेटिंग की संकल्पना एक अन्य बात की तरफ इंगित करती है और वह यह है कि अब हमारे पास फिक्स्ड क्लास बाउंड्री नहीं है तो जब आपके पास एक फिक्स्ड क्लास बाउंड्री नहीं हो आपको अपने क्लास बाउंड्री के निर्धारण के लिए अन्य सूचना की आवश्यकता होती है इस क्लास बाउंड्री के निर्धारण के लिए हम जिस संकल्पना का प्रयोग करते हैं उसे सब नेटमास्क कहते हैं यह सब नेट मास्क यह इंगित करता है कि नेटवर्क एड्रेस फील्ड में बिट्स की संख्या कितनी है अभी आप सबनेट मस्क में यह 8 16 अथवा 24 बिट्स का प्रयोग नहीं करने जा रहे हैं बल्कि बिट्स की संख्या यहां वेरिएबल है क्योंकि बिट्स की संख्या यहां वेरिएबल है और वास्तव में आपका सब नेटमास्क यह निर्धारित कर रहा है कि आपके एड्रेस स्पेस में बिट्स की कितनी संख्या है जोकि एक सबनेट को अथवा कंपाउंडिंग नेटवर्क आईपी ऐड्रेस को निर्धारित कर रहा है आइए इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं क्लासफुल आईपी एड्रेस में आपके पास होस्ट नंबर के साथ नेटवर्क प्रीफिक्स होता था अब यह पूरा होस्ट नंबर स्पेस सबनेट नंबर तथा होस्ट नंबर में विभाजित हो चुका है क्लासफुल ऐड्रेसिंग से यह ओरिजिनल नेटवर्क प्रीफिक्स तथा सबनेट नंबर यह दोनों मिलकर आपको सब नेट आईपी देते हैं यह सब नेट आईपी नेटवर्क का आईपी है जिसका हिस्सा आपका मशीन है अब हम यह फिक्स्ड नेटवर्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि हम यह कह रहे हैं कि इस नेटवर्क में हायरारकिकल फैशन में मल्टीपल सबनेट्स हैं सबनेट्स आपस में कंबाइंड होकर एक साथ एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं और यह नेटवर्क अगले लेयर में सबनेट्स की तरह काम करता है इस प्रकार से यहां मल्टीपल सबनेट्स है यह पुनः आपस में कंबाइन होकर नेटवर्क के एक अन्य सेट का हायरारकिकल फैशन में निर्माण कर रहे हैं यह संपूर्ण नेटवर्क प्रीफिक्स और सब नेट नंबर जो इस पूरे टीम का निर्माण करते हैं यही आपके सबनेट आईपी का भी निर्माण करते हैं तथा इसके बाद यह आपका होस्ट नंबर फील्ड है सबनेट नंबर को दर्शाने करने के लिए होस्ट नंबर से हम कुछ बिट्स ले रहे हैं यहां आप एक उदाहरण देख सकते हैं मान लीजिए आपके आईपी ऐड्रेस में 8बिट्स के 4 चंक है और जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको इस नेटमास्क या सबनेट मास्क की आवश्यकता होगी ताकि आप यह निर्धारित कर सकें कि आपके नेटवर्क आईपी अथवा सब नेट आईपी इसमें कितने बिट्स हैं हम नेटवर्क और सबनेट इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं यह देखिए आपके पास यह सब नेट ऐड्रेसिंग पार्ट है सबनेट मास्क 32 बिट्स बायनरी है जिसमें कुछ लगातार 1s है तथा कुछ लगातार 0s है यहां आप यह देख सकते हैं यह जो लगातार एक क्रम से 1s है ये यह निर्धारित करते हैं कि यहां तक आपका सबनेट एड्रेस है अगर आप क्लास A आईपी एड्रेस के बारे में विचार कर रहे हो तो क्लास A आईपी ऐड्रेस में यह देखिए आपका नेटवर्क एड्रेस बाउंड्री था क्लास B में यह आपका नेटवर्क एड्रेस बाउंड्री था और क्लास C में यह आपका नेटवर्क एड्रेस बाउंड्री था अब यहां हम उस फिक्स्ड बाउंड्री का प्रयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि वेरिएबल बाउंड्री का प्रयोग कर रहे हैं वेरिएबल बाउंड्री में सबनेट मास्क में जहां हमारे पास सभी बिट्स 1 है तो यह सभी 1 बिट्स आपके सबनेट आई पी का निर्धारण करते हैं सीआईडीआर ऐड्रेसिंग फॉर्मेट में हम आईपी ऐड्रेस इस फॉर्मेट में लिखते हैं यह आप स्लाइड में देख सकते हैं आप यहां आईपी एड्रेस डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में देख सकते हैं और इसके बाद एक स्लैश और फिर एक नंबर है यह नंबर यह निर्धारित करता है कि सबनेट मास्क में कितने ऐसे बिट्स हैं जो 1 हैं इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरा एड्रेस 1911803823512 है तो पहले 12 बिट्स नेटवर्क एड्रेस है तथा शेष 20 बिट्स होस्ट एड्रेस है नेटवर्क एड्रेस के पहले 12 बिट्स का मतलब यह है कि मेरे सबनेट मास्क के पहले 12 बिट्स 1 होंगे और शेष 20 बिट्स 0 होंगे सबनेट मास्क में मेरे पास पहले 12 बिट्स सभी 1 होंगे तथा शेष 20 बिट्स 0 होंगे तो यह ऐड्रेस फॉरमैट यह निर्धारित करता है कि पहले 12 बिट्स मेरे सब नेट आईपी को दर्शाते हैं विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सी आई डी आर में अगर आपने मैनुअल आईपी सेटिंग की होगी तो आपको आईपी एड्रेस और इससे संबंधित सबनेट मास्क प्रोवाइड करना होता है यहां आप देखेंगे कि सबनेट मास्क 2552552550 है तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले 24 बिट्स सब नेट आईपी है तथा शेष 8 बिट्स होस्ट एड्रेस को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं इस आईपी एड्रेस से आप यह निर्धारित कर सकते हैं क्योंकि पहले 24 बिट्स मेरे नेटवर्क आईपी हैं तो नेटवर्क आईपी 19216810 इसके अंतर्गत यह होस्ट 50 आईडेंटिफाई होता है सबनेट मास्क की यही खूबसूरती है उसी प्रकार से जब लिनक्स में आप आईपी सेटिंग कर रहे हो तब आप इसे नेट मास्क फील्ड से सेट कर सकते हैं सबनेट मास्क और नेट मास्क इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है विंडोज में हम सब नेट मास्क टर्म प्रयोग करते हैं तथा लिनक्स में हम नेट मास्क टर्म का प्रयोग करते हैं तो यह एक व्यापक आईडिया है जिस प्रकार से आप विभिन्न मशीन को आईपी ऐड्रेसेस एलोकेट करते हैं अगली कक्षा में हम सीआईडीआर के एक विशिष्ट उदाहरण में सब नेटिंग और सुपर्नेटिंग देखेंगे हम यह भी देखेंगे कि दिए गए आईपी एड्रेस पूल को आप मल्टीपल सब नेट में कैसे विभाजित करते हैं तथा इस सब नेट में अलग अलग होस्ट को आईपी ऐड्रेस कैसे एलोकेट करते हैं अगली कक्षा में हम इस पर चर्चा करेंगे आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद